रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के इस कोर्स में आपका स्वागत है हम कुछ बुनियादी परिचय के साथ शुरू करेंगे और फिर हम इस विषय पर निर्माण करेंगे वास्तविक रियल ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने का अभ्यास इस पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है यह सिर्फ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मुद्दों के साथ आरंभ करने के लिए एक संक्षिप्त विवरण पृष्ठभूमि देता है सबसे पहले यह सवाल उठता है कि एक रियल टाइम सिस्टम क्या है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग कैसे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या है मानक क्या है और वाणिज्यिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो उपलब्ध है आदि इस पाठ्यक्रम की योजना यह है कि पहले व्याख्यान में हम एक बुनियादी परिचय के साथ शुरू करेंगे और फिर हम टास्क् शेड्यूलिंग की कुछ मूल बातें देखेंगे जैसे कि हम इस पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रमुख मुद्दा टास्क् शेड्यूलिंग है हम विभिन्न प्रकार के टास्क शेड्यूलर को देखेंगे जो विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग किए जाते हैं उदाहरण के लिए साइक्लिक एग्जीक्यूटिव रेट मोनोटोनिक एल्गोरिदम और अर्लीस्ट डेडलाइन फास्ट एल्गोरिदम और फिर हम देखेंगे की रिसोर्स शेयरिंग कैसे रियल टाइम एप्लीकेशन में कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह एक साधारण एप्लीकेशन के विपरीत है जहां हम सेमाफोर का उपयोग करते हैं यहां एक सेमाफोर के इस्तेमाल से कुछ समस्याएं पैदा होंगी हम समस्या का विश्लेषण करेंगे और समाधान देखेंगे और हम देखेंगे कि हम मल्टीप्रोसेसर में एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कैसे करते हैं क्योंकि आजकल मल्टीप्रोसेसर्स आम जगह बनाते जा रहे हैं यहां तक कि डेस्कटॉप और एम्बेडेड डिवाइसेस में भी मल्टीप्रोसेसर हैं और फिर हम पोसीक्स रियल टाइम स्टैंडर्ड और कुछ वाणिज्यिक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे हम कभी कभी मेरे द्वारा पहले लिखी गई पाठ्यपुस्तक यानि रियल टाइम सिस्टम थ्योरी और प्रैक्टिस जोकि पीयरसन प्रेस द्वारा प्रकाशित का उपयोग करेंगे और हम इसे जेन लियू रियल टाइम सिस्टम फिर से पीयरसन के साथ पूरक करेंगे और हम कृष्णा और शिन रियल टाइम सिस्टम मैकग्रा हिल का भी उल्लेख करेंगे पहला सवाल यह है कि रियल टाइम क्या है सबसे सरल शब्द में हम कह सकते हैं कि रियल टाइम एक भौतिक घड़ी का उपयोग करके मापा गया समय की मात्रात्मक धारणा है लेकिन फिर हमारे पास यह प्रश्न होगा कि यदि यह समय है तो यह अन्य प्रणालियों से कैसे भिन्न है क्योंकि वे समय के साथ भी व्यवहार करते हैं लेकिन फिर यहां हम वास्तविक समय की स्थिति में एक भौतिक घड़ी का उपयोग करके स्पष्ट रूप से समय को मापते हैं और फिर यदि समय सीमा पूरी नहीं की जाती है तो हम कहते हैं कि सिस्टम विफल हो गया है बस एक रियल टाइम सिस्टम का एक उदाहरण देने के लिए एक रासायनिक रिएक्टर में कहें यदि तापमान 500 डिग्री से अधिक है तो कूलेंट शावर को 100 मिलीसेकंड के भीतर बंद कर देना चाहिए एक बार जब तापमान 500 डिग्री से अधिक हो जाता है तो हमें एक भौतिक घड़ी सेट करने की आवश्यकता होती है और फिर जांचना चाहिए कि क्या कूलेंट शॉवर वास्तव में 100 मिलीसेकंड के भीतर चालू हो रहा है अन्यथा सिस्टम को विफल माना जाएगा एक पारंपरिक सिस्टम के विपरीत हमारे पास समय की गुणात्मक धारणा है एक पारंपरिक नॉन रियल टाइम सिस्टम में हम कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे कि इससे पहलेउपरांत कुछ समय अंत में उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी पुस्तक को पुस्तकालय से एक सदस्य द्वारा जारी करने से पहले बुक रिकॉर्ड अवश्य बनाए गए हो पुस्तक को सिस्टम की लाइब्रेरी में खरीद और दर्ज किया जाना चाहिए यहां हम केवल यह कह रहे हैं कि सदस्य द्वारा पुस्तक को जारी करने से पहले पुस्तक को सिस्टम में दर्ज किया जाना चाहिए लेकिन जब यह दर्ज किया जाता है तो यह निर्दिष्ट नहीं किया जाता है यह पिछले दिन पिछले घंटे में प्रवेश किया जा सकता है या कई साल पहले हो सकता है ट्रेडिशनल सिस्टम में हम समय की स्पष्ट धारणा का उपयोग नहीं करते हैं हम केवल समय की गुणात्मक धारणा का उपयोग करते हैं हर रियल टाइम सिस्टम में हमारे साथ होने वाली कुछ घटनाएं होती हैं और फिर कुछ समय पहले कार्रवाई होनी चाहिए इसलिएउसे हम घटनाओं के लिए टाइम कन्स्ट्रेंट प्रतिक्रिया कहते हैं और अक्सर ये सिस्टम एम्बेड और सेफ्टी क्रिटिकल होते हैं हम देखेंगे कि एक एम्बेडेड सिस्टम क्या है और सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम क्या है एम्बेडेड सिस्टम वे हैं जहां प्रोसेसर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम का हिस्सा है और यह सिस्टम को नियंत्रित करता है कंप्यूटर सिस्टम भौतिक सिस्टम के भीतर सन्निहित है एक एम्बेडेड सिस्टम के कई उदाहरण हैं उदाहरण के लिए एक रोबोट या एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना या परमाणु रिएक्टर या एक ऑटोमोबाइल में एम्बेडेड प्रोसेसर होते हैं जो ईंधन इंजेक्शन या तापमान आदि जैसे पर्यावरण नियंत्रण को नियंत्रित करते हैं हमारे आसपास कई एम्बेडेड कंप्यूटर हैं एम्बेडेड सिस्टम रियल टाइम सिस्टम के प्रमुख हैं लेकिन कुछ रियल टाइम सिस्टम हैं जो वास्तव में एम्बेडेड नहीं हो सकती हैं उदाहरण के लिएएयरपोर्ट पर एक एयर ट्रेफिक कंट्रोलर जो एक विमान के आने पर प्रतिक्रिया करता है वह एक एम्बेडेड सिस्टम नहीं है हमारे पास बहुत रियल टाइम सिस्टम है जो एम्बेडेड सिस्टम हैं लेकिन सभी एम्बेडेड सिस्टम रियल टाइम सिस्टम नहीं हैं जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है इनमें से कई सेफ्टी क्रिटिकल हैं इस मायने में कि अगर सिस्टम में कोई खराबी आती है तो यह जीवन या संपत्ति को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है उदाहरण के लिए एक परमाणु रिएक्टर यदि कोई विफलता है तो यह जीवन संपत्ति और इतने पर नुकसान जैसी गंभीर आपदाओं का कारण बन सकता है अब अगला सवाल यह है कि रियल टाइम सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य यह है के टास्क को उसकी समय सीमा में पूरा करने में मदद करना अगला सवाल यह है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे टास्क को उसके समय सीमा में पूरा करने में मदद करता है इसका उत्तर यह है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टास्क शेड्यूलर होता है जो कि एप्लीकेशन की समय सीमा को पूरा करने के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक तंत्र है हम देखेंगे कि टास्क शेड्यूलर कैसे सुनिश्चित करता है कि टास्क समय सीमा को पूरा करता है क्या अलग अलग तकनीकें यह लागू करती हैं और जब प्रोग्रामर क्रिटिकल टास्क निर्दिष्ट करता है और प्रोग्राम में टास्क का विवरण देता है और इन टास्कस की समय सीमा को पूरा करना महत्वपूर्ण है फिर कैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन के समय सीमा को पूरा करने के लिए ध्यान रखता है क्योंकि विभिन्न घटनाएं होती रहती हैं पिछले दो दशकों से एम्बेडेड एप्लीकेशनस वास्तव में बहुत हद तक बढ़ गए हैं अब एम्बेडेड एप्लीकेशनस ने ट्रेडिशनल कंप्यूटरों को काफी हद तक पछाड़ दिया है उदाहरण के लिए एक घर में हम सिर्फ एक कंप्यूटर के अधिकारी हो सकते हैं या कोई कंप्यूटर नहीं हो सकता है लेकिन फिर लगभग हर घर में दर्जनों एम्बेडेड सिस्टम हैं उदाहरण के लिए एक माइक्रोवेव ओवन एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना एक टेलीफोन रिसीवर टेलीविजन कंट्रोलर रिमोट कंट्रोलर आदि फिर अचानक पिछले 20 वर्षों में रियल टाइम एप्लीकेशन में इतनी बड़ी वृद्धि क्यों हुई है पहली बात यह है कि कंप्यूटर की कीमतें वास्तव में गिर गई हैं प्रोसेसर मेमोरी आदि बहुत सस्ते हो गए हैं इंटरनेट आ गया है और विभिन्न कंप्यूटरों में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जबरदस्त लचीलापन है और साथ ही प्रोसेसर और मेमोरी की पावर कंजप्शन बहुत कम हो गई है पहले कंप्यूटर इतनी पावर का उपयोग कर रहे थे कि बैटरी संचालित कंप्यूटर बहुत कम समय के लिए काम करता था लेकिन अब एम्बेडेड प्रोसेसर एक बैटरी पर महीनों या वर्षों तक काम कर सकता है कंप्यूटर और मेमोरी का साइज कम हो गया है और इसने उन्हें बहुत छोटा रियल टाइम एप्लीकेशन में उपयोग करने में सक्षम किया है उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर माउस प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर जो कि वहां मौजूद है और लगभग अदृश्य है कि हमें वास्तव में आश्चर्य हो सकता है कि इस तरह के एक छोटे प्रोसेसर और सॉफ़्टवेयर मेमोरी के साथ कैसे आया जाए और एक छोटे डिवाइस में जैसे कंप्यूटर माउस और फिर प्रोसेसिंग पावर में जबरदस्त वृद्धि हुई है और ये भी बहुत रिलाएबल हो गया पहले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी संदिग्ध थी अक्सर हार्डवेयर बंद हो जाता है और सॉफ्टवेयर बगस फेलियरआदि का सामना करेगा लेकिन अब वे कई दैनिक एप्लीकेशन में उपयोग किए जाने के लिए बेहद रिलाएबल बन गए हैं इससे पहले कि हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें हम इन एम्बेडेड एप्लीकेशन की विशेषताओं को देखें क्योंकि ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख एप्लीकेशन में से एक हैं और अगर हम इनमें से कुछ विशेषताओं को जानते हैं तो हमारे लिए उन मुद्दों की सराहना करना आसान हो जाता है जो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को सामना करना होगा तो एक बात यह है कि एम्बेडेड सिस्टम में कंप्यूटर भौतिक सिस्टम में एम्बेडेड है और एक्सटर्नल इनपुट हैं इनपुट इवेंट हैं यह आउटपुट इवेंट को प्रोसेस और प्रोड्यूस करता है और वह फिर से इनपुट प्रोसेसर को भेज दिया जाता है बहुत ही सरल उदाहरणों में से एक ऑटोमोबाइल एयरबैग सिस्टम हो सकता है इसलिए जब भी कोई दुर्घटना होती है गति सेंसर टकराव का पता लगाते हैं और सिस्टम को दस मिलीसेकेंड या उससे कम के भीतर एयरबैग को तैनात करके प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है अन्यथा हम सिस्टम को विफल होने पर विचार करेंगे तो यहाँ इस एयरबैग सिस्टम के अंदर एक कंप्यूटर है जो लगातार घटनाओं की निगरानी कर रहा है और जैसे ही गति सेंसर इंगित करता है कि टकराव है कंप्यूटर 10 मिलीसेकेंड या उससे कम के भीतर एयरबैग को तैनात करने का कार्य करता है तो समय की कमी है और कार्रवाई भी है बदले में कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है और यह लगातार सिस्टम की निगरानी करता है अब दूसरा प्रश्न यह है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से अलग है ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके साथ हम परिचित हैं पहली बात यह है कि इसे किसी तरह टास्क को अपनी समय सीमा को पूरा करना होगा अन्यथा सिस्टम विफल हो जाएगा और यदि प्रतिक्रिया देर से होती है तो सिस्टम विफल हो जाएगा दूसरी ओर एक जनरल परपज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य प्रतिक्रिया समय को कम करना है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना है इसका मूल उद्देश्य यह है कि यह कितनी तेजी से कमांड पूर्ण कार्यों टर्न अराउंड समय पर प्रतिक्रिया दे सकता है और साथ ही साथ यह निष्पक्षता सुनिश्चित करता है जबकि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम वास्तव में प्रतिक्रिया समय को कम नहीं करते हैं जब तक विभिन्न टास्क उनकी समय सीमा को पूरा करते हैं तब तक रियल टाइम सिस्टम ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है क्योंकि टास्क को बहुत तेजी से पूरा करने का कोई मतलब नहीं है यदि समय सीमा 100 मिलीसेकंड है तो इसे 100 मिलीसेकंड तक पूरा करने की आवश्यकता है और 1 मिलीसेकंड के कहने पर इसे पूरा करने पर भी कोई इनाम नहीं है इसलिए सभी टास्क को उनकी समय सीमा को पूरा करना चाहिए और इस प्रक्रिया में हम देखेंगे कि निष्पक्षता की गारंटी नहीं दी जा सकती है तो कुछ टास्क में देरी हो सकती है लेकिन फिर कुल मिलाकर टास्क की समय सीमा पूरी हो जाएगी रियल टाइम सिस्टम की विशेषताएं यह हैं कि कम से कम एक टास्क में कुछ रियल टाइम के सीमा होगी परिणाम तार्किक रूप से सही होना चाहिए और निर्धारित समय के भीतर परिणाम मिल जाना चाहिए अन्यथा सिस्टम को विफल माना जाएगा लेकिन फिर एक सवाल है जो आपके मन में हो सकता है कि एम्बेडेड सिस्टम वास्तव में छोटा है और बहुत कम प्रोसेसिंग पावर छोटी मेमोरी है और फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है क्या हम प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते हैं ताकि यह घटना की निगरानी करे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना प्रतिक्रिया करे बहुत सरल एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए एक एयर कंडीशनर कहें टास्क बहुत सरल है इसे बस तापमान की निगरानी करने की आवश्यकता होती है और जैसे ही तापमान बढ़ता है यह एसी पर मुड़ता है और जैसे ही तापमान आवश्यक स्तर तक गिरता है यह फिर से मोटर को स्विच करता है तो यह एक बहुत ही सरल कार्य है और हमें वास्तव में एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर कार्यों के बीच कई कार्य सिंक्रोनाइज़ेशन हैं तो हमें मेमोरी की मांग करने वाले कार्यों फ़ाइल में डेटा स्टोरेज नेटवर्किंगग्राफिक्स डिस्प्ले I O उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच में अंतर करना I O अनुप्रयोगों की बफर सुरक्षा बिजली आदि को प्रबंधित करना होगा इन कार्यों को आसानी से एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके किया जाता है इसलिए यदि प्रोग्राम को ये सब करना है तो प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर समय लेने और लिखने के लिए महंगा होगा एक उदाहरण जहां एम्बेडेड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है एक स्मार्ट फोन जहां उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड की कई मिलियन लाइनें हैं और यह बहुत बड़ी है अब यदि एप्लिकेशन डेवलपर को ऑपरेटिंग सिस्टम के इतनी बड़ी संख्या में कोड लिखना पड़ता है तो प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई साल लगेंगे और यह बेहद महंगा हो जाएगा दूसरी ओर यदि हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एम्बेडेड उपकरणों के लिए लाइसेंस शुल्क बहुत कम है या 100 रुपये हो सकता है भले ही डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के अतिरिक्त 10000 रुपयों में महंगे हों लेकिन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यह 100 रुपये या 50 रुपये या बहुत ही साधारण हो सकता है यह केवल कुछ 10 रुपये का हो सकता है तो यह वास्तव में उन सुविधाओं को विकसित करने के बजाय एम्बेडेड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए समझ में आता है जो इन ऑपरेटिंग सिस्टम का समर्थन करते हैं लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत सरल सिस्टम के लिए हमारे पास बस एक ही कार्य है और यह बहुत ही सरल कार्य बिना बहुत अधिक मेमोरी आदि की आवश्यकता के हो सकता है और वे ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं एयर कंडीशनर या तापमान नियंत्रक का लेकिन फिर कई एम्बेडेड डिवाइस जो अधिक से अधिक जटिल और परिष्कृत हो रहे हैं और इस प्रकार उन सभी को एक एम्बेडेड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है अब अगला सवाल यह है कि विभिन्न प्रकार के रियल टाइम सिस्टम क्या हैं और ये रियल टाइम सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग कैसे हैं हमने पहले ही कहा था एक रियल टाइम सिस्टम में कार्यों की समय सीमा होती है जो उनके साथ जुड़ी होती है इन रियल टाइम सिस्टम के बीच भी हम तीन यानी हार्ड रियल टाइम सिस्टम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम और फर्म रियल टाइम सिस्टम में अंतर कर सकते हैं इसलिए हम इन तीनों के बीच भेद करते हैं कि किसी कार्य का परिणाम क्या है और उसकी समय सीमा को पूरा करने के मापदंड के आधार पर नहीं इन तीन सिस्टम को देखने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कार्य के परिणाम का क्या मतलब है अगर यह समय से पूरा नहीं करता है सबसे पहले एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम में यदि किसी कार्य समय सीमा के अंदर पूरी नहीं हुई है तो हम कहेंगे कि सिस्टम विफल हो गया है एक बार जब कोई घटना होती है और निर्धारित समय से पहले आवश्यक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती है तो हम कहेंगे कि सिस्टम विफल हो गया है एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम की एक अन्य विशेषता यह है कि हम कार्य को जो समय प्रतिबंध देते हैं वे माइक्रोसेकंड या मिलीसेकंड की सीमा में होते हैं और ये सामान्य रूप से सेकंडमिनट या घंटों की सीमा में नहीं होते हैं ये माइक्रो और मिलीसेकंड होते हैं कई हार्ड रियल टाइम सिस्टम सेफ्टी क्रिटिकल हैं उदाहरण के लिए औद्योगिक नियंत्रण अनुप्रयोग बोर्ड कंप्यूटर रोबोट आदि पर इसके विपरीत एक फर्म रियल टाइम सिस्टम में यदि कोई कार्य समय से पूरी नहीं होती है तो सिस्टम इसके बजाय विफल नहीं होता है सिस्टम उस परिणाम की अनदेखी करता है जो देर से उत्पन्न होता है एक फर्म रियल टाइम सिस्टम का उदाहरण एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुप्रयोगहैअगर एक संचार डेटा फ़्रेम देर से आता है तो बस इसे अनदेखा किया जाता है यदि यह प्रदर्शित होने से पहले सभी फ़्रेम प्राप्त करने के लिए बंद हो जाता है तो आप झिलमिलाहट देखेंगे और यह अप्रिय होगा इसलिए देरसे आई फ्रेम को केवल अनदेखा किया जाता है कुछ अन्य टेलीमेटरी एप्लिकेशनउपग्रह आधारित निगरानी एप्लिकेशन इत्यादि है इतने पर हैं दूसरी ओर एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में यदि कोई समय सीमा छूट जाती है तो सिस्टम विफल नहीं होता है यहां परिणाम कम मूल्यवान हो जाता है और यदि बड़ी संख्या में समय सीमा विफल हो जाती हैतब हम कह सकते हैं कि सिस्टम के प्रदर्शन में गिरावट आई है यह चित्र बताता है कि जब तक परिणाम समय सीमा के भीतर उत्पन्न हो जाता है तब तक उपयोगिता 100 प्रतिशत होती है लेकिन यदि यह समय सीमा के बाद उत्पन्न होती है तो उपयोगिता धीरे धीरे कम हो जाती है उदाहरण रेलवे आरक्षण प्रणाली वेब ब्राउजिंग और सभी इंटरैक्टिव अनुप्रयोग हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि परिणाम कुछ सेकंड के भीतर उत्पन्न हो जैसे कि 20 सेकंड या 30 सेकंड और फिर हम कहते हैं कि सिस्टम अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अगर इसमें कई मिनट लगते हैं तो हम कहते हैं कि प्रदर्शन में गिरावट आई है धन्यवाद